तो नमस्कार शुभ दोपहर हम विभिन्न तंत्रों की जांच जारी रखेंगे अन्ध्रुनी सतह तंत्र को हमने मान मुलर मानदंड को विस्तार के रूप में देखा जो प्रतिबलों के स्तर पर काम करता है विस्तार जो परिणामी बलों को देखता है और हमने अंतिम वर्ग में नमन विफलता तंत्र के आधार पर मानदंडों में से एक की जांच की है इसलिए नमन विफलता तंत्र जब सूत्रीकरण किया जाता है तो सूत्रीकरण एक संपीड़ित आगे कि तरफ पर होने वाली एक नमन संपीड़न विफलता के आधार पर होता है हालांकि हम यह भी देखा कि उस स्थिति का एक विशेष मामला है यदि अक्षीय संपीड़न स्तर पूर्व संपीड़न स्तर कम हैं तब आप अन्ध्रुनी सतह कि दिशा में दीवार की कठोर पत्थरबाजी कर सकते थे तो यह विशेष मामला है एक विफलता तंत्र के रूप में पलट जाना सतह के नमन तंत्र में नमन का एक विशेष मामला है हम अन्य दो तंत्र कि जाँच करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम अपरूपण वर्चस्व वाले व्यवहार पर आगे बढ़ें यह देखना उपयोगी है कि एक दीवार की चक्रीय प्रतिक्रिया जो एक नमन कठोरेरॉकिंग या नमन संपीडन तंत्र द्वारा ही नियंत्रित होती है इसलिए मैं जो देखने जा रहा हूं वह हिस्टेरिक व्यवहार है इसलिए चूंकि इन क्षमताओं के विस्तार और बल विस्थापन व्यवहार मुख्य रूप से चिनाई की प्रतिक्रिया के संबंध में किया जा रहा है भूकंप की क्रियाओं के लिए अप्रबलित चिनाई की प्रतिक्रिया हिस्टैरिक व्यवहार की जांच करना महत्वपूर्ण है जो चक्रीय व्यवहार है भूकंप प्रकृति में प्रतिलोम चक्रीय व्यवहार है और इसलिए अगर हम नमन तंत्र के लिए अन्ध्रुनी सतह प्रतिक्रिया और अपरूपण तंत्र के लिए अन्ध्रुनी सतह प्रतिक्रिया की तुलना करने वाले थे तो हम यह अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि कैसे चिनाई वाली दीवार में विरूपण क्षमता उपलब्ध है चिनाई की दीवार में ऊर्जा अपव्यय की स्थिति क्या है और जहाँ स्पात प्रबलित को शुरू करने और प्रबलित चिनाई के लिए अ प्रबलित चिनाई बनाने में वास्तव में योगदान होता है तो यह इस संदर्भ में है कि हम हिस्टैरिक व्यवहार की जांच शुरू कर देंगे और हालांकि कुछ की आप चक्रीय प्रतिक्रिया से परिचित नहीं हो सकते हैं स्थैतिक चक्रीय प्रतिक्रिया वह है जिसे हम यहाँ पर पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं यह गतिशील विश्लेषण या गतिशील व्यवहार से नहीं है बल्कि एक स्थिर या एक अर्ध स्थैतिक व्यवहार से है लेकिन इन रेखांकन को देखने के लिए उपयोगी होगा कि चिनाई की दीवारें प्रतिलोम चक्रीय भार का जवाब कैसे देती हैं इसकी बेहतर समझ प्राप्त करें इसलिए अगर हम नमन वर्चस्व तंत्र रॉकिंग या रॉकिंग प्रभाव को देखें अंततः ईंट की चिनाई की दीवार में संकुचित आगे के हिस्से को कुचलने के लिए अग्रणी है मैं प्रयोगशाला परीक्षणों को देखा रहा हूँ क्योंकि आप एक नियंत्रित वातावरण में इनकी जांच कर सकते हैं आप भूकंप में सटीक अन्ध्रुनी भार लागू कर सकते हैं आपके पास जमीनी गति की अनियमिता के कारण चिनाई वाली दीवार पर आने वाली क्रियाओं का एक संयोजन है इसलिए हम एक प्रयोगशाला परीक्षण देख रहे हैं जहां दीवार पैनलपट्टिकाएं जो आप देख रहे हैं वह एक अपरूपण दीवार है यह गुरुत्वाकर्षण भार के अधीन है तो प्रवर्तक जो आप शीर्ष पर देखते हैंजैक जो आप शीर्ष पर देखते हैं वास्तव में दीवार को पूर्व संपीडन के वांछित स्तर के अधीन कर रहे हैं और यह दीवार पर ही लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों को आदर्श बनाना है तो अगर हम इस दीवार को एक बहुमंजिला इमारत में जमीन की दीवार के रूप में देखते हैं तो मैं भूतल की दीवार में अपेक्षित पूर्व संपीडन स्तर के आधार पर पूर्व संपीडन स्तर को नियंत्रित कर सकता हूं यदि यह एकल मंजिला दीवार थी तो आप पूर्व संपीडन स्तर को इस तरह कम करते हैं जैसे कि शायद केवल रेलिंग और फलक का भार ही दीवार पर आरोपित किया गया हो तो यह अतिभारित भार के स्तर को शुरू करने और फिर पार्श्व बलों के लिए दीवार के अधीन करने का एक सुविधाजनक तरीका है इस मामले में आपके पास पार्श्व दिशा में प्रवर्तक है जो विमान में अपरूपण बलों को लागू कर रहा है भूकंप में जिस तरह की क्षति की उम्मीद है उसे अनुकरण करने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुद को भार करने की एक अर्ध स्थिर स्थिति के तहत तो दीवार की सीमा की स्थिति है आप इसे आधार पर ठीक कर सकते हैं शीर्ष ऊपर की ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है और इसलिए आप फिर से एक वास्तविक इमारत में अपेक्षित सीमा की स्थिति की नकल करने में सक्षम हैं यदि आप शीर्ष पर घुमाव को रोकना चाहते हैं तो आप एक व्यवस्था बना सकते हैं जो शीर्ष पर घुमाव की अनुमति नहीं दें और आपको अपने आप दीवार के अपरूपण विरूपण रूपरेखा की ओर ले जाता है लेकिन वे महत्वपूर्ण विकल्प हैं जिन्हें इस तरह के परीक्षण से पहले किये जाने है तो आप जो देख रहे हैं वह हमारी प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण हैं आप एक चिनाई वाली दीवार देखते हैं इसका निर्माण फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करके किया गया था और जैसा कि आप देख रहे हैं यह पतली का अर्थ है कि दीवार कि ऊंचाई दीवार की लंबाई से ही अधिक है और आमतौर पर हम दीवार को पतली दीवारें के रूप में देखें जब ऊंचाई से लंबाई का अनुपात लगभग 15 और इससे से अधिक हो तो यह एक पतली दीवार है जिसकी हम जांच कर रहे हैं और जैसा कि आप काली रेखाएँ देख सकते हैं जिसे आप नीचे देखते हैं कि वास्तव में दरारें बनती हैं जो दीवार के पार्श्व बल के अधीन हैं गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में और यह उलटा चक्रीय है इसलिए आप 0 से सकारात्मक अधिकतम पर जाएं फिर 0 पर वापस आएं तो फिर आप भार को हल्का करें और फिर नकारात्मक अधिकतम तक जाने और वापस आयें तो यह चक्रीय है लेकिन उलटा चक्रीय सकारात्मक और नकारात्मक चक्र है और यही कारण है कि आप देखते हैं कि आधार में दरार काली रेखा जिसे आप दोनों सिरों पर आधार पर देखते हैं तनाव एड़ी पर दरारटूटना दोनों छोर पर उल्टा चक्रीय लोडिंग के साथ हो रहा है और अगर पूर्व संपीड़न का स्तर कम है यह देखते हुए कि यह एक पतली दीवार है आप पूरे अनुप्रस्थ काट जो टूट सकता है को भी प्राप्त कर सकते हैं और पूर्व संपीड़न स्तर के आधार पर फिर से आपको एक अपरूपण फिसलन की विफलता मिल सकती है या आपको स्वयं दीवार की रॉकिंगकठोरता मिल सकती है तो यह एक ऐसा मामला है जो रॉकिंगकठोर और हिस्टेरेटिक व्यवहार से गुजरता है जिसे प्रयोग से पकड़ा गया है आपको दीवार की संरचना की चक्रीय प्रतिक्रिया मिलती है और फिर हम उन सभी चक्रों पर एक लिफाफा वक्र को देखते हैं जो दीवार के माध्यम से लिया जाता है तो मोटी काली रेखा जो आप यहां देखते हैं मोटी काली रेखा जिसे आप सकारात्मक चतुर्थांश में देखते हैं और नकारात्मक चतुर्थांश लिफाफा वक्र है यह समग्र प्रतिक्रिया का आवरण है और धनात्मक चक्रीय और ऋणात्मक चक्र में बल विस्थापन व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है और आमतौर पर हम दोनों या दोनों के औसत या सकारात्मक वक्र को देखते हैं और नकारात्मक वक्र जो भी प्रतिक्रिया का पूर्ण अधिकतम है इसलिए जो हम वास्तव में यहां देख रहे हैं वह एक ऐसी दीवार है जिस पर पत्थरबाजी हुई है ऐसे कुछ पहलू हैं जिन्हें आपको इस तरह के हिस्टेरेटिक वक्र से समझने की आवश्यकता है आप जो देख रहे हैं वह बल बनाम विस्थापन है तो अधिकतम विस्थापन बनाम एक उपज विस्थापन के एक प्रकार में लिफाफा वक्र से जिसे परिभाषित किया जा सकता है और परिभाषित करना कि दीवार का उपज विस्थापन कुछ ऐसा है जो व्यक्तिपरक अनुभवजन्य है यह उस पद्धति के आधार पर भिन्न हो सकता है जिसका उपयोग आप यह स्थापित करने के लिए करते हैं कि उपज विस्थापन क्या है क्योंकि आप प्रबलित कंक्रीट प्रणाली या स्पात प्रणाली में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं इसलिए चिनाई जैसी सामग्री में उपज की घटना इतनी स्पष्ट रूप से नहीं देखी जाती है और इसलिए यह आपके द्वारा चुनी गई विधि के आधार पर उपज विस्थापन का अनुमान ही व्यक्तिपरक हो जाता है यदि आप उपज विस्थापन का अनुमान लगाने के लिए थे और फिर अधिकतम विस्थापन को देखें कि दीवार विरोध करने में सक्षम है और अगर मेरे पास अब उपज विस्थापन के लिए अधिकतम विस्थापन का अनुपात है तो अनुपात मुझे स्वयं दीवार की विस्थापन नमनीयता देता है तो लिफाफे वक्र से दीवार की विरूपता क्षमता का अनुमान दीवार में उपलब्ध नमनीयता के संदर्भ में मात्रा प्राप्त करना संभव है दूसरा यदि आप प्रत्येक लूप को देखते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक में बल विस्थापन भ्रमण है और अगर आप एक भ्रमण को देखते हैंजो वक्र के नीचे का क्षेत्र एक चक्र में अपव्यय हुई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है बेशक प्रत्यास्थ चक्रों में आपको ऊर्जा अपव्यय नहीं होता है और जैसा कि आप उस दीवार में क्षति को देखना शुरू करते हैं जब दरार पड़ रही होती है और ऊर्जा अपव्यय होती है तो विशेष रूप से प्रत्यास्थ चक्रों में प्रत्येक विस्थापन लूप में एक चक्र में बल विस्थापन लूप के तहत क्षेत्र में ऊर्जा का प्रसार होता है जब आप अपरूपण वर्चस्व वाले तंत्र की तुलना में नमन रॉकिंग तंत्र को देखते हैं तो आमतौर पर देखी जाने वाली दो चीजें होती हैं एक यह है कि दीवार में महत्वपूर्ण विरूपण क्षमता उपलब्ध है चूंकि दीवार खड़ी है और यदि पूर्व संपीड़न स्तर कम है तो यह कठोर रॉकिंग से गुजरना जारी रख सकती है पूर्व संपीड़न स्तर भारी हैं फिर आप संकुचित आगे कि तरफ पर नमन संपीड़न विफलता प्राप्त कर सकते हैं तो इस विशेष तंत्र में क्योंकि रॉकिंग व्यवहार विरूपण क्षमता या नमनीयता प्रणाली में उपलब्ध है महत्वपूर्ण है एक अ प्रबलित प्रणाली के लिए यह अधिकतम विस्थापन नमनीयता है जो आपको मिल सकता है और यदि आप वास्तव में गुणात्मक रूप से ग्राफ को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा अधिकतम उपज विस्थापन के लगभग 3 से 4 गुना है ठीक है तो आपका प्रश्न महत्वपूर्ण पूर्व संपीड़न स्तरों के मामले में था एक नमन तंत्र में विफलता संकुचित आगे के हिस्से के कुचलने से अपेक्षित है हां तो आमतौर पर एक उल्टा चक्रीय परिदृश्य में क्या होता है कि एक आगे के हिस्से में से एक आगे के हिस्से को एक चक्र की शुरुआत में कुचल विफलता तक पहुंच जाएगा जो दीवार को अधिकतम विस्थापन तक ले जा रहा है तो इसके साथ ही हमें परीक्षण को रोकना होगा क्योंकि हमने दीवार में विफलता देखी है और हम इसे वापस नहीं लाते हैं क्योंकि तब यह एक छोर पर पहले से ही कुचले जाने और दीवार में खोए हुए समरूपता के कारण अस्थिरता का कारण बनता है इसलिए आम तौर पर यह उस आकृति में देखा जाता है जिसे हम दूसरे वर्ग में देख रहे हैं आप देखते हैं कि संपीडन विफलता हमेशा एक छोर पर होती है इसलिए हम उस बिंदु पर रुक जाते हैं जहां तक एक परीक्षण का संबंध है इसलिए जो मैं पहले उल्लेख कर रहा था वह यह है कि यदि आप इस ग्राफ को देखते हैं गुणात्मक रूप से आप कहेंगे कि अधिकतम विस्थापन उपज विस्थापन से 3 से 4 या उससे अधिक है तो चिनाई कि व्याख्या पर निर्भर करता है यह अनुपात अलग अलग हो सकता है और हम तुरंत इस संख्या की जांच नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहूंगा कि अपरूपण तंत्र की तुलना में आपके पास नमन रॉकिंगकठोरता तंत्र होने पर विस्थापन की मात्रा काफी अधिक होती है दूसरी बात जो आप देख रहे हैं निश्चित रूप से हमने इस हिस्टैरिक व्यवहार की तुलना किसी अन्य तंत्र से नहीं की है किसी भी अन्य हिस्टैरिकेटिक वक्र विशेष रूप से अपरूपण तंत्र द्वारा हावी है लेकिन आप जो निरीक्षण करते हैं वे हिस्टैरिसीस के इन छोरों के बजाय संकीर्ण छोर हैं बल्कि संकीर्ण छोरों का अर्थ है कि लूप के नीचे का क्षेत्र छोटा होने जा रहा है और ऊर्जा नष्ट हो रही है यदि आप यह अनुमान लगाने के लिए थे कि बल विस्थापन वक्र के लिए लूप के तहत क्षेत्र क्या है तो आप देखेंगे कि यह अन्य तंत्रों की तुलना में छोटा है या यदि आप एक दीवार को प्रबलित करना चाहते हैं तो बिंदु यह है और इसका कारण कि यह कम क्यों है ऊर्जा अपव्यय कम है कि आप दीवार में एक तन्यता एड़ी दरार प्राप्त करते हैं और शायद यह दीवार की लंबाई का लगभग 80 85 प्रतिशत तक हो सकता है और अगर दीवार को संकुचित आगे के हिस्से पर कुचलने वाली नहीं थी इसके बाद दीवार को आगे पीछे हिलाते हुए जाना होगा दीवार में ऊर्जा के अपव्यय की कोई संभावना नहीं है यह पहले से ही बनी हुई एक दरार सतह है जो आपके पास है और यह बस चल रहा है उस दरार सतह के साथ रॉकिंगकठोर है ऊर्जा को फैलाने के लिए प्रणाली में कोई और अयोग्यता नहीं है तो अन्ध्रुनी सतह नमन तंत्र में एक हिस्टैरिक व्यवहार आमतौर पर अच्छी विरूपण क्षमता अच्छी नमनीयता लेकिन कम ऊर्जा अपव्यय क्षमता की विशेषता है और यह थोड़ा विरोधाभास है क्योंकि जब आप भूकंप की प्रतिक्रिया चाहते हैं जब आप अच्छे भूकंप की प्रतिक्रिया चाहते हैं आप अच्छी विरूपण क्षमता चाहते हैं लेकिन आप अच्छी ऊर्जा अपव्यय भी चाहते हैं और यह हासिल करना मुश्किल है अगर आपकी दीवार अ प्रबलित है एक बार जब आप अपनी दीवार को मजबूत कर लेते हैं तो यह आपके लिए विरूपण क्षमता को प्राप्त करना संभव है लेकिन साथ ही अच्छी ऊर्जा अपव्यय भी है इसलिए भूकंप अनुप्रयोगों में अ प्रबलित चिनाई बहुत मायने नहीं रखती है क्योंकि आप भूकंप की अच्छी प्रतिक्रिया के लिए इन जुड़वां आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे अब ऊर्जा अपव्यय एक प्रणाली में निवेश ऊर्जा है जो भूकंप के दौरान क्षति के गठन के माध्यम से विच्छेदन करना होती है सही है एक प्रणाली निवेश ऊर्जा को अवशोषित करने और उस निवेश ऊर्जा को किसी चीज़ में परिवर्तित करने में सक्षम है क्योंकि वह ऊर्जा अगर एक बड़ी ऊर्जा संरचना में निवेश है तो इसे उस ऊर्जा को खोने या उस ऊर्जा को किसी चीज़ में परिवर्तित करने का एक तरीका खोजना होगा यदि आपके पास एक दीवार है जो अयोग्य रूप से विकृत करने में सक्षम है लेकिन असफल नहीं है तो किसी भी विफलता तंत्र तक नहीं पहुँचनाजो एक सफल प्रणाली है क्योंकि आप ऊर्जा को फैलाने में सक्षम हैं और अभी तक स्थिर बने हुए हैं विद्यार्थी नमनीयता सही है सर जो नमनीयता है यह नमनीयता है तो आपके पास विरूपण क्षमता है लेकिन अकेले विरूपण क्षमता पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक प्रणाली में निवेश उर्जा होती है और आपको उर्जा को फैलाने में सक्षम होना चाहिए जो कि भूकंप की उर्जा होती है जो कि भूमि से प्रणाली में निवेश होती है अब रॉकिंगकठोरता अच्छी है लेकिन अगर आप रॉकिंग के लिए हिस्टेरेटिक वक्र को देखते हैं यह आमतौर पर एक पतला वक्र है आप अकेले पत्थर मारकर ऊर्जा का प्रसार करने में सक्षम नहीं हैं आप विस्थापन क्षमता विस्थापन अच्छा विस्थापन व्यवहार प्राप्त करने में सक्षम हैं लेकिन आप ऊर्जा को नष्ट करने में सक्षम नहीं हैं आपको दोनों प्राप्त करने की आवश्यकता है तो आइए हम इसे ध्यान में रखते हैं और वापसी चलते है जब हम अपरूपण विरूपण व्यवहार की जांच करते हैं आइए हम अन्ध्रुनी सतह अपरूपण तंत्र कि ओर जाएँ और अन्ध्रुनी सतह अपरूपण तंत्र में सतह की दिशा में हमारे लिए रुचि होगी दो प्रमुख अपरूपण विफलता साधन हैं जो हो सकते हैं स्वतंत्र अपरूपण विफलता साधन के रूप में पहचाने जाते है हालाँकि जीवन इतना सीधा नहीं है हमारे पास विफलता साधनों का संयोजन हो सकता है और यह एक समस्या है क्योंकि यह प्रत्येक तंत्र से साफ बंद फॉर्म समाधान के लिए मुश्किल शरू कर सकता है जब आपके पास मिश्रित साधन है यह इन भावों के साथ काम करने के लिए एक समस्या बन जाता है हालाँकियह एक अच्छा शुरुआती बिंदु है तो दो अपरूपण विफलता साधन विकर्ण दरार साधन हैं मान मुलर मानदंड में हमने यह जांच की है कि जो तनाव दरारें का गठन है ईंट के केंद्र में विकर्ण तनाव दरारें है और हमने एक सूत्रीकरण का उपयोग किया जब मुख्य तनाव इकाई की तनन सामर्थ्य तक पहुंच जाता है यह एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है विकर्ण दरार तब हो रही है जब प्रमुख तनाव चिनाई की तनन सामर्थ्य तक पहुंचता है तो यह अपरूपण विफलता का आपका पहला तंत्र है अपरूपण विफलता का दूसरा तंत्र वह है जो हमने पहले देखा है अपरूपण फिसलने की विफलता जो कि एक तलों के जोड़ों पर जिस तरह से होने की उम्मीद है एक महत्वपूर्ण तल का जोड़ होगा और आम तौर पर हम तल के जोड़ को देख रहे हैं जिसका अधिकतम पूर्व संपीड़न स्तर है आमतौर पर जहां अधिकतम मांग भी आ रही है और इसलिए यह पहला तल का जोड़ परत स्तर या दूसरा तल का जोड़ स्तर या इसी तरह हो सकते है तो अपरूपण फिसलन का दूसरा मापदंड है अब इस मानदंड पर आप क्या करेंगे यह विफलता साधन है जिसे आप मान मुलर मानदंड से जोड़ेंगे जहां हमारे पास मोर्टार जोड़ों की विफलता थी हमारे पास मोहर कूलम्ब मापदंड पर आधारित एक सूत्रीकरण था जहां मोर्टार जोड़ों की विफलता साधन में से एक थी वास्तव में पहली असफलता जो हमने देखी वह मोहर कूलम्ब मापदंड थी टाऊ बराबर है सामंजस्यस धन म्यू गुना सिग्मा के अपरूपण फिसलन मानदंड को आधार के उस प्रकार के संबंध में परिभाषित किया जा सकता है इसलिए ये दो विफलता साधन निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि मिश्रित साधन संभव हैं और आप साहित्य का एक निकाय देखेंगे जो समझने की कोशिश करता है कि क्षमता और विफलता तंत्र को कैसे पकड़ना है यदि आपके पास साधनों का संयोजन है आपके पास आमतौर पर साधन का एक संयोजन होगा इसका मतलब यह नहीं है कि पार्श्व बल विस्थापन की शुरुआत से ही सही दीवार के बल विस्थापन व्यवहार यह हमेशा अपरूपण सर्कन वाला वर्चस्व या तिरछी दरार वर्चस्व या नमन वर्चस्व वाला होता जा रहा है यह एक में शुरू हो सकता है अनुप्रस्थ काट में दरार की वजह से आपको तनन विरोहण दरार की समस्या हो सकती है और फिर अक्षीय प्रतिबल के स्तर के आधार पर आप दीवार के व्यवहार में बदलाव भी देख सकते हैं तो यह काफी संभव है कि आपको मिश्रित साधन मिलें हालांकि विकर्ण तनाव विफलता के संबंध में फिर से आपके पास दो तंत्र हो सकते हैं यदि दरार वास्तव में पत्थर को विभाजित कर रही है ईंट को विभाजित कर रही हैतो आपके पास रेखा दरार हो सकती है और फिर अगर आपके पास पत्थर को विभाजित करने वाली दरार नहीं है लेकिन वास्तव में जोड़ों का पालन करना होगा आपके पास असफलता होगी और यहाँ मापदंड जो मायने रखते है वह तनाव में ही तालों के जोड़ों सामर्थ्य बनाम इकाई सामर्थ्य है तो यह एक और है पहलू जिसे विकर्ण दरार तंत्र के रूप में दूर तक विचार करने की आवश्यकता है इसलिए मान मुलर सिद्धांत का विस्तार करना और फिर इन बल परिणामकों के संबंध में इसका उपयोग करना परिभाषित करने के मापदंड और दो अपरूपण विफलता साधन के लिए एक बंद रूप अभिव्यक्ति है अधिकतम प्रमुख तनाव मानदंड हैं जहां हम कह रहे हैं कि अधिकतम प्रमुख तनाव जब यह चिनाई की तनन सामर्थ्य के करीब पहुंचता है तो आपको विकर्ण दरारें मिलती हैं और दूसरी विफलता मापदंड चिनाई की दीवार में होने वाले सर्कन जोड़ को समझाने के लिए मोहर कूलम्ब की कसौटी पर आधारित है इसलिए हम इन दो मानदंडों के आधार पर योगों की जांच करेंगे पहले एक अधिकतम तनन प्रतिबल मानदंड यहाँ अगर आप चिनाई को देखते हैं पट्टिकाओं जो अपरूपण और संपीड़न दोनों के अधीन हैं यह प्रदर्शित किया गया है कि जब विकर्ण दरारें बनती हैं तो पट्टिकाओं की अपरूपण सामर्थ्य तक पहुँच जाती है और विकर्ण दरारें आम तौर पर केंद्र से बनती हैं और मैं फिर से मान मुलर मानदंड का संदर्भ देता हूं जहां वे केंद्र में बनने वाली ईंट इकाई में तनाव दरार को देख रहे थे और हमें ईंट के आयाम को ध्यान में रखना होगा जो ईंट इकाई के केंद्र में अपरूपण प्रतिबल को जोड़ों में परिभाषित अपरूपण प्रतिबल को बदलने में सक्षम होगी तो इसी तरह आमतौर पर इस तरह की विफलता तंत्र पट्टिका के केंद्र में विकर्ण दरार की शुरुआत को देखता है और ये विकर्ण तनाव दरारें हैं वे अपरूपण तनाव के कारण हैं जिसका अर्थ है कि हम वास्तव में एक प्रमुख तनाव मानदंड का उपयोग कर सकते हैं ताकि इस तरह की विफलता तंत्र को पार करने के लिए आवश्यक पार्श्व बल का अनुमान लगाया जा सके इसलिए हम अपरूपण प्रतिबल के संयोजन की बात कर रहे हैं क्योंकि पार्श्व बल की उपस्थिति के कारण दीवार में σz और τxz सामान्य प्रतिबल औसत सामान्य प्रतिबल होता है यह मानते हुए कि हम स्वयं xz सतह की बात कर रहे हैं इस विशेष मानदंड में परिकल्पना यह है कि अपरूपण विफलता तब होती है जब सिद्धांत तन्यता सामर्थ्य चिनाई की तन्यता ताकत के मान तक पहुंच जाता है अब मान मुलर मानदंड के संबंध में फिर से मान मुलर मानदंड के लिए हम ईंट इकाई की तनन सामर्थ्य की बात कर रहे थे लेकिन यहां हम चिनाई की तनन सामर्थ्य में रुचि रखते हैं ठीक है अब चिनाई की तनन सामर्थ्य क्या है जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है हम एक ऐसे मान की बात कर रहे हैं जिसे तिरछे संपीड़न परीक्षण की तरह परीक्षण के साथ स्थापित किया जा सकता है विकर्ण संपीड़न परीक्षण का उपयोग चिनाई की अपरूपण सामर्थ्य का अनुमान लगाने के लिए किया गया था लेकिन उस संदर्भ में मैं उल्लेख कर रहा था कि आप जिस सामर्थ्य ftu का अनुमान विकर्ण संपीड़न परीक्षण से लगाते हैं उसे भी चिनाई की पारंपरिक या संदर्भित तनन सामर्थ्य के रूप में संदर्भित किया जाता है तो यह उस मान की तरह है जो चिनाई की तनन सामर्थ्य का एक अनुमान है जिसकी हम बात कर रहे हैं क्योंकि विफलता मुख्य तनाव में ही है तो इस के साथ इस संदर्भ में यदि आप मोहर सर्कल की जांच करते हैं दीवार में प्रतिबल की स्थिति τxz बनाम σz अपरूपण सामर्थ्य और सिग्मा z सामान्य तनाव में τxz हमें प्रमुख तनाव σc और σt संपीड़न दबाव प्रमुख तनाव देता है सिग्मा t टी का यह अनुमान है जो हमें चिनाई की तनन सामर्थ्य के बराबर की आवश्यकता और हमारे पास एक मानदंड है तो सिधान्तिक तनन सामर्थ्य ही यहाँ खुद σ t प्रमुख तनाव मोहर सर्कल का रूप है आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयं σt का वास्तविक मान क्या है अपरूपण सामर्थ्य का मान जानना और दीवार पर अभिनय करने वाले औसत सामान्य सामर्थ्य के मान को जानना तो यह तब तो f tu के समान है जो चिनाई की तनन सामर्थ्य है खुद चिनाई कि सभा है तो यह वह मानदंड है जिसका हम उपयोग करते हैं अब ज़ाहिर है पिछली अभिव्यक्ति को प्रतिबलों के संदर्भ में परिभाषित किया गया था लेकिन हम बल के परिणाम के मामले में ऐसा करने में सक्षम होने की बात कर रहे हैं और इसलिए हमें अब प्रतिबल की स्थिति से बल के परिणामकों को विशेष रूप से यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि दीवार की अंतिम पार्श्व बल क्षमता क्या है यदि यह एक विकर्ण तनाव मानदंड में विफल रहे थे इसलिए चूंकि यह दरार पट्टिका के केंद्र में होती है हम पट्टिका के केंद्र में परिभाषित प्रतिबलों को देखने में रुचि रखते हैं पट्टिका पर सामान्य प्रतिबल N अतिभारित भार है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आई गुणा टी और अपरूपण प्रतिबल है अब अपरूपण प्रतिबल प्रभावित होने वाला है आप जानते हैं कि ऊंचाई के साथ किसी भी अनुप्रस्थ काट में अपरूपण का वितरण समान नहीं है यह एक अधिकतम तक पहुंचता है यदि आप एक धरणबीम में एक आयताकार अनुप्रस्थ काट लेते हैं जो ऊर्ध्वाधर अपरूपण के अधीन होता है आप उदासीन अक्ष पर होने वाले शिखर अपरूपण प्रतिबल के साथ एक परवलयिक वितरण प्राप्त करते हैं तो अपरूपण प्रतिबल वितरण एक समान नहीं होने जा रहा है इसलिए औसत प्रतिबल के साथ काम करना मुश्किल है क्योंकि औसत अपरूपण प्रतिबल आपको एक मान देने में सक्षम नहीं हो सकता है जो उस मान के करीब है जिसके लिए दरार होने वाली है तो यह दीवार के पहलू अनुपात से काफी प्रभावित होने के लिए माना जाता है तो हम एक कारक द्वारा सही किए गए अपरूपण प्रतिबल का एक अनुमान पेश करते हैं जो वास्तव में ध्यान में रखता है कि दीवार का पहलू अनुपात क्या है दीवार के पहलू अनुपात की भूमिका क्या है इसलिए जबकि औसत सामान्य प्रतिबल को अपनाया जाता है क्योंकि यह अपरूपण प्रतिबल के लिए होता है हम दीवार के पहलू अनुपात के आधार पर एक सुधार करते हैं और आप जानते हैं कि दीवार के पहलू अनुपात में एक भूमिका होती है कि क्या यह नमन तंत्र पर हावी होने वाली है या अपरूपण तंत्र पर हावी होने वाली है तो यहां τ0 औसत अपरूपण प्रतिबल है और आप देखते हैं कि औसत अपरूपण प्रतिबल कुछ भी नहीं है लेकिन एच एलटी है तो यह आपको औसत अपरूपण प्रतिबल देने जा रहा है लेकिन इस औसत अपरूपण प्रतिबल से एक विचलन है जो अनुमान लगाने में सक्षम है कि अधिकतम अपरूपण प्रतिबल क्या है जो हम इस पहलू अनुपात का उपयोग करते हैं हम इस निरंतर अवधि के रूप में पहलू अनुपात में लाते हैं और मैं समझाऊंगा कि यह एक स्थिर अवधि क्या है तो पिछली अभिव्यक्ति पर वापस जाएं अब τxz2 जो वर्ग मूल के दूसरे भाग में था को bτ से बदल दिया गया है अब यह कारक सीधे दीवार के पहलू अनुपात पर निर्भर है एच H दीवार की ऊंचाई और दीवार की लंबाई l होने के नाते और यह देखा गया है कि इनका क्या होना चाहिए इसका विश्लेषणात्मक रूप प्राप्त करना संभव नहीं है और इस विषय पर काम करने वाले शोधकर्ताओं ने अनुभवजन्य अभिव्यक्तियों को प्रस्तावित किया है जो कि देखभाल करते हैं बल्कि अच्छी तरह से अपरूपण प्रतिबल की स्थिति पर ज्यामिति का प्रभाव ही विफलता का कारण बनता है इसलिए हम 1984 में विकसित इस मानदंड को देख रहे हैं जहाँ b का मान 1 और 15 के बीच है जब आप एक पहलू अनुपात के साथ पतली दीवारों को देख रहे हैं 15 की तुलना मेंआप मान 15 के रूप में लेते हैं इसलिए b का अधिकतम मान 15 होगा जब आप छोटी और मोटी दीवारों को देख रहे हैं जहां l एल भाग h एच 1 से कम है दीवार की तुलना में लंबा है ऐसी दीवार यह एक छोटी और मोटी दीवार है आपका सिमित मान बी 1 है इसलिए बी 1 से 15 तक भिन्न होता है और में रेंज 1 से 15 मेरा मतलब है एच की सीमा में 1 से 15 तक है l भाग h का मान लिया जाएगा तो रेंज बी 1 से 15 में है यह एल भाग एच के मूल्य पर सीधे निर्भर करेगा तो इस अभिव्यक्ति के साथ इस मान के साथ कि आप b के लिए दीवार के पहलू अनुपात के आधार पर अपना सकते हैं आपके पास वर्ग अवधि τ में संख्या होगी और आप औसत अपरूपण प्रतिबल का उपयोग कर सकते हैं इस अभिव्यक्ति में औसत सामान्य प्रतिबल मान और औसत अपरूपण प्रतिबल का मान एच के संदर्भ में अभिव्यक्ति को लिखता है जो हमें चाहिए आगे की तरफ से संपीडन विफलता को नियंत्रित करने में विफलता के लिए पहली अभिव्यक्ति में परम क्षण की दृष्टि से हमारी अभिव्यक्ति थी लेकिन दीवार की ऊंचाई को जानकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंतिम क्षण के लिए पार्श्व बल क्या है इस अभिव्यक्ति में हम फिर से H एच को अभिव्यक्ति में लाते हैं और इसलिए आप H एच के संदर्भ में अंतिम अभिव्यक्ति लिख सकते हैं वर्ग मूल में अभिव्यक्ति को सरल बनाना संपूर्ण अभिव्यक्ति होगी तो आप औसत अक्षीय प्रतिबल को जानते हैं आप दीवार के पार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को जानते हैं आप चिनाई की तनन सामर्थ्य को जानते हैं और आपके पास l एल गुणा दीवार H एच के पहलू अनुपात के आधार पर अनुमान है और विकर्ण तनाव दरार के तंत्र अपेक्षित में आप अनुमान लगा सकते हैं कि पार्श्व बल का मान क्या है तो वह दूसरा तंत्र है इसलिए इस मामले में चर्चा में हिस्टैरिकेटिक व्यवहार जो कि हमने नमन तंत्र के लिए किया था आइए हम इसका विस्तार करें और जांच करें कि अपरूपण तंत्र में क्या होता है हम आम तौर पर दो महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं यह फिर से एक परीक्षण है जो हमारे स्नातकोत्तर छात्रों में से एक के द्वारा आयोजित की गई थी दीवार खंडब्लॉकों से बनी थी यह कंक्रीट ब्लॉक था तो आप दीवार में एक अपरूपण विफलता तंत्र कर सकते हैं लेकिन जिन दो चीजों का आप निरीक्षण करेंगे वे हैं पहली विरूपण क्षमता की दीवार की तुलना में काफी कम है जो नमन कठोरतारॉकिंग द्वारा नियंत्रित होती है तो विरूपण क्षमता तथ्य यह है कि आप अपरूपण प्रतिक्रिया पाने जा रहे है जो अपरूपण एक हद तक सच है आपको विस्थापन क्षमता या नमनीयता का लगभग एक आधा हिस्सा मिलेगा जो आपको एक दीवार के साथ मिल रहा था जो नमन कठोरतारॉकिंग तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है वह पहला बिंदु है दूसरा पहलू यह है कि आपको ऊर्जा का अपव्यय होता है जो कठोरतारॉकिंग के लिए आपको मिलेगा उससे अधिक है अब अगर यह एक अ प्रबलित दीवार है आपके पास एक एकल दरार होने वाली है जो फैलने वाली है और वह सतह बन जाता है जिस पर फिसलन होने वाला होता है और ऊर्जा की एक सीमित मात्रा में फैल सकता है सुदृढीकरण के साथ आपको कई दरारें कई अपरूपण दरारें हो सकती हैं जो वास्तव में अधिक ऊर्जा को नष्ट करने में मदद कर सकती हैं तो जिस बिंदु पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वह अन्ध्रुनी सतह नमन कठोररॉकिंग तंत्र के संबंध में है अपरूपण वर्चस्व वाले तंत्र के लिए विस्थापन क्षमता कम है लगभग एक आधा है जो आपको मिलेगा और इन प्लेन व्यवहार के कठोर रॉकिंग तंत्र की तुलना में ऊर्जा अपव्यय इस तंत्र में तुलनात्मक रूप से अधिक है इसलिए इस विशेष मामले में व्यवहार नाजुक है आइए हम तीसरे मापदंड की जांच करें जैसा कि मैंने कहा था कि तीसरी मापदण्डता जोड़ों विफलता है मोर्टारमसले के जोड़ों कि विफलता मानदंड का एक विस्तार है जिसे हमने मान मुलर के भावों के खंडसेट के तहत जांचा इसलिए हम फिर से सामान्य प्रतिबल और औसत प्रतिबल के रूप में अपरूपण प्रतिबल की जांच कर रहे हैं लेकिन क्या महत्वपूर्ण है जहाँ तक इस मानदंड का संबंध है हमें केवल दीवार के संपीड़ित क्षेत्र से आने वाली अपरूपण सामर्थ्य की जांच करनी होगी जिसका अर्थ है कि दीवार के हिस्सा में पहले ही दरार हो चुकी है और हो सकता है कि तन्यता एड़ी में भी दरार हो हम मिश्रित साधन की बात कर रहे थे तो यह शुरू से ही सही नहीं है कि आप दीवार में होने वाली अपरूपण फिसलन पर जा रहे हैं ज्यामिति को देखते हुए और प्रतिबल अक्षीय प्रतिबल के स्तर को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि आपके पास एक शासी तंत्र है तो हम कहते हैं कि आपके पास एक दीवार है जिसे पार्श्व बलों और अक्षीय बलों के अधीन किया जाता है और जैसा कि मैंने कल तनन हील दरार का उल्लेख किया है यह एक सामान्यता मानदंड है यह एक अंतिम स्थिति नहीं है तो तनन एड़ी में दरार दीवार पर कितना अक्षीय प्रतिबल कार्य कर रहा है इसके आधार पर हो सकता है एक बार ऐसा होने के बाद दीवार की संपीड़ित लंबाई जो पार्श्व बल और गुरुत्व बल को संतुलित करने के लिए उपलब्ध है कम हो जाती है यह उस पर आधारित है कि आपको अपरूपण क्षमता की गणना करनी होगी यदि आप एक युग्म प्रकार मानदंड पर विचार कर रहे हैं और पहले की स्थिति में जहां हम विकर्ण तनाव विफलता को देख रहे थे गणना पट्टिकों के मध्य ऊंचाई पर पट्टिकों के मध्य में की जा रही थी हमारे पास पट्टिकों के मध्य में एड़ी दरार नहीं है हमारे पास पट्टिकों के निचले हिस्से में एड़ी दरार है तो यह वह मानदंड है जहां किसी को इस बात से सावधान रहना होगा कि आपके अनुमान में संपीड़ित क्षेत्र की लंबाई क्या है और इसके महत्व को दर्शाने के लिए मैं आपको केवल वह कोड दिखाऊंगा जब वे अपरूपण क्षमता का अनुमान लगाते हैं हमेशा अपरूपण में क्षेत्र की उपेक्षा पर काम करते हैं और एक दीवार की अपरूपण सामर्थ्य का अनुमान लगाने के लिए केवल संकुचित क्षेत्र रखते हैं इसलिए मैं सिर्फ उनमें से कुछ की जांच कर रहा हूं यूरोपकोड प्रारूप जो निश्चित रूप से एक अलग दृष्टिकोण पर आधारित है कोड के संबंध में अभिकल्पनडिजाइन के संदर्भ में है यूरोपकोड में एक अ प्रबलित बल चिनाई दीवार की अपरूपण सामर्थ्य का अनुमान लगाया जाता है क्योंकि चिनाई fvk की प्रति इकाई क्षेत्रफल की अपरूपण सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है चिनाई की अपरूपण सामर्थ्य के लिए दीवार की संपीड़ित लंबाई के अनुमान से गुणा किया जाता है इसलिए यह जांचने के लिए कि क्या एक दीवार में दरार पड़नी शुरू हो गई है आपको एक अनुमान की आवश्यकता होगी कि क्या पार्श्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल का संयोजन दरार पैदा कर सकता है और विकेन्द्रता क्या है और फिर आप दीवार की संकुचित लंबाई को कितना कम करेंगे मैं इसे केवल इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि आप इन समीकरणों का उपयोग कुल्म्ब्स प्रकार की विफलता के अनुसार सामर्थ्य का अनुमान लगाने के लिए करते हैं तो इस विशेष मामले में कोड अपरूपण सामर्थ्य देता है चिनाई की विशेषता अपरूपण सामर्थ्य प्रति इकाई क्षेत्रफल गुणा संकुचित लम्बाई क्षेत्र गुणा स्वयं संपीड़ित क्षेत्र कि मोटाई होती है अपरूपण सामर्थ्य स्वयं चिनाई की अपरूपण सामर्थ्य वास्तव में कुछ भी नहीं लेकिन जो मोहर कूलम्ब के मापदंडों पर हम बात कर रहे हैं पहले भी कर चुके है तो यह वास्तव में अपरूपण सामर्थ्य τ c μσ है तो यह वास्तव में उस रूप में है जिसे हमने पहले देखा है कि टाऊ सी प्लस म्यू गुणा सिग्मा के बराबर है जिसका अर्थ है fvk0 शून्य वास्तव में जोड़ों की अपरूपण सामर्थ्य है जब कोई अक्षीय संपीड़न नहीं होता है जो कुछ भी नहीं है लेकिन खुद का ससंजन बंधन है तो fvk0 बंधन बाध्य है fvk0 कुछ भी नहीं है c और फिर घर्षण से योगदान पूर्व संपीड़न के स्तर पर निर्भर करता है तो σd संपीड़ित क्षेत्र पर औसत सामान्य प्रतिबल है अब यदि संपीड़ित क्षेत्र कुल लंबाई से कम है तो तनाव बढ़ सकता है सामान्य प्रतिबल बढ़ सकता है तोσd को संपीड़ित क्षेत्र पर परिभाषित किया गया है और 04 मान है जो कोड आमतौर पर ईंट चिनाई घर्षण गुणांक के लिए उपयोग किया जाता है यह वास्तविकता में अधिक हो सकता है लेकिन 04 एक ऐसा मान है जो चिनाई की एक विशेष अपरूपण सामर्थ्य की परिभाषा में उपयोग किया जाता है बेशक कोड इस मान पर एक सीमा भी रखते हैं जब आपको सामग्री की प्रति इकाई क्षेत्र में अपरूपण सामर्थ्य का उच्च मान मिल सकता है लेकिन यह इस विशेष मान को सीमित करने के लिए मानक अभ्यास है और इसमें अलग अलग तरीके हैं जो यह सीमित कर सकते हैं कुछ कोड आनुभविक होते हैं कुछ कोड इसे इकाई की संपीड़ित सामर्थ्य को तनन सामर्थ्य से जोड़ते हैं इस विशेष मामले में आप देखते हैं कि यह ईंट इकाई की लगभग 0065 गुना है यह सिर्फ कुछ जानकारी है जिसे हम यहां पूरा करेंगे आईएस कोड IS कोड क्या करता है ध्यान रहे हम अनुमेय प्रतिबलों पर काम कर रहे हैं जहाँ तक 1905 का संबंध है तो आईएस कोड अनुमेय प्रतिबल अनुमेय अपरूपण प्रतिबल को परिभाषित करता है जिसकी संरचना में भार के संयोजन के कारण आप अपरूपण सामर्थ्य के स्तर से तुलना करेंगे और इस विशेष मामले में कोड 01 fd 6 के मान का उपयोग करता है और फिर आपको अनुमेय अपरूपण सामर्थ्य के लिए एक सीमित मान है लेकिन यहां एफडी fd का मान डेड भार के कारण संपीडन प्रतिबल है और इसकी गणना केवल संपीड़ित क्षेत्र पर की जानी चाहिए जिसका अर्थ है कि हम तनाव क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं और यदि आप वास्तव में फिर से मोहर कूलम्ब के मापदंड पर आने वाले अभिव्यक्ति के रूप को देखते हैं fs τ टाऊ 01 सामंजस्य है तो कोड वास्तव में वहां एक नंबर दे रहा है और कह रहा है कि देखो हम कर सकते हैं हम लगभग 01 Mpa एमपीए की एक बंध शक्ति की अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि एक अनुमेय प्रतिबल दृष्टिकोण के भीतर उपलब्ध सामंजस्य और fd गुणा 6 μσका घटक है जिसका अर्थ है कि यहां ग्रहण किया गया घर्षण गुणांक लगभग एक छठा या 0167 मीटर है जो अनुमान में उपलब्ध गुणांक के रूप में है अनुमेय अपरूपण तो यह मानक मोहर कूलम्ब प्रकार मानदंड मानक दृष्टिकोण है जो दुनिया भर के विभिन्न कोडों में अपरूपण सामर्थ्य अनुमान के लिए उपयोग किया जाता है तो सूत्रीकरण के बारे में थोड़ा सा हमें संकुचित लंबाई का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है और फिर यह उसी विधि का अनुसरण करता है जो हमने पहले संयुक्तजोड़ कम होने के मान मुलर मानदंड और संयुक्तजोड़ों में एक कम घर्षण गुणांक के लिए उपयोग किया था तो हम उस दीवार को देख रहे हैं जहां संकुचित लंबाई lc l से कम है और प्रतिबलों के रैखिक वितरण पर आधारित हम यह नहीं मान रहे हैं कि प्रतिबल का वितरण गैर रैखिक होने लगता है क्योंकि फिसलन अपरूपण के कारण विफलता हो रही है और हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां नमन संपीड़न के कारण संकुचित आगे कि ओर पर प्लास्टिफिकेशन होता है और इसलिए त्रिकोणीय वितरण के रूप में संपीड़ित प्रतिबल के वितरण की धारणा यहां एक मान्य धारणा है तो अक्षीय बल e की विकेंद्रिता और संपीड़ित लंबाई के अनुमान के आधार पर हम शास्त्रीय स्थिति के आधार पर उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं जिनके लिए दरार शुरू होने की उम्मीद है यदि e 6 स्वयं दीवार की लंबाई के एक छठे से अधिक है फिर त्रिकोणीय वितरण के आधार पर ज्यामिति के आधार पर ई का अनुमान या संपीड़ित लंबाई का अनुमान लगाना संभव है हम ध्यान देंगे अक्षीय बल आघूर्ण गुणा विकेंद्रिता N जो हमने पहले देखा है तो आघूर्ण N गुणा e है कुछ ऐसा है जिसे आपको अंदर लाने की आवश्यकता है तो संपीड़ित लंबाई कुल लंबाई का β गुना है और हमारे पास संपीड़ित क्षेत्र की लंबाई के लिए एक अभिव्यक्ति है अनुपात जिसे हमें गुणा करना होगा लंबाई के साथ जिसका यह हिस्सा है जिसे हमने नीचे लिखा है l 2 e 2 और फिर आप देखें जैसा कि मैंने कहा कि यह विकेंद्रिता e ही व्यक्त किया जा सकता है आघूर्ण को लिखा जा सकता है N गुणा e तो इस समीकरण में M गुणा N के रूप में e के लिए एक अभिव्यक्ति में लाना है हम एक अभिव्यक्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं जो अब दीवार के पहलू अनुपात पर निर्भर करती है तो दीवार के अपरूपण पाट को यहां लाया गया है यहाँ αv कुछ भी नहीं है लेकिन दीवार का अपरूपण पाट ही है तो M गुणा H अपरूपण आघूर्ण है अपरूपण अनुपात भाग l एल हम लिखते हैं कि H शून्य भाग l एलयहाँ M भाग H बंकन आघूर्ण से अपरूपण बल का अनुपात है जो H शून्य में दर्शाया गया है H शून्य भाग l एल और इसलिए lc के लिए यह अभिव्यक्ति अपरूपण पाट अनुपात में लाया जाता है दीवार के काट का अपरूपण पाट स्वयं ही दीवार के काट का अपरूपण अनुपात है तो संकुचित लंबाई के इस अनुमान के साथ यह उस संकुचित लंबाई पर है कि जोड़ अपरूपण विफलता मानदंड का उपयोग किया जा रहा है और इसलिए अगर हम इसे कुलाम्ब्स के अंतर्गत मापदंडों की तरह उपयोग करना चाहते थे तो हम मूल रूप से कह रहे हैं कि अपरूपण क्षमता परम सामंजस्यससंजकता दीवार की शेष संकुचित लंबाई के कारण उपलब्ध है शेष दीवार की समतुल्य लंबाई में सामंजस्य खो जाता है अब कोई बंधन नहीं है और इसलिए βlt वह क्षेत्र है जिस पर सामंजस्य अभी भी सक्रिय है और निश्चित रूप से आपके पास घर्षण गुणांक है जो आपके लिए पूरी तरह से उपलब्ध है और μ को N में गुणा किया जाता है इसलिए हम देखते हैं कि हम पहले के विपरीत बलों पर काम कर रहे हैं जो पहले प्रतिबल के संदर्भ में था इसलिए इस अभिव्यक्ति को विस्तृत करना और अपरूपण अनुपात के रूप में लाना था जो हमारे पास पहले था और आपके पास अभिव्यक्ति है जो दोनों सामंजस्य और घर्षण गुणांक में लाता है और दीवार की चरम क्षमता का अनुमान दीवार कि अपरूपण अनुपात में लगते है तो यह कम अपरूपण सामर्थ्य की तरह है जैसा कि हमने पिछले मामले में किया था जहां घर्षण गुणांक और सामंजस्य का अनुमान था ज्यामिति की वजह से ब्लॉक के ऊपर या नीचे ब्लॉक का केंद्र ब्लॉक की ज्यामिति के आधार पर एक पराभव कारक की आवश्यकता होती है इसी तरह हमारे पास जो अभिव्यक्ति है वह एक है दीवार की समग्रकुल लंबाई की तुलना में संकुचित लंबाई कम होने के कारण कम सामर्थ्य कि है तो यह मानदंड आम तौर पर आपको हमेशा बताएगा कि यह वह खंड है जो दीवार के निचले भाग में होने वाले अधिकतम आघूर्ण के कारण सबसे अधिक संकुचित है जहां विफलता होने की उम्मीद है तो यह हमेशा निचले तक के जोड़ों पर होगा और भौतिकी रूप से भी जब हम एक परीक्षण करते हैं तो या तो हम नम अशुद्धि जाँच कार्यप्रणाली और चिनाई की दीवार के बीच का अंतराफलक को देखते हैं या यह स्वयं पहले चिनाई जोड़ों में से एक है और इस विशेष मानदंड का उपयोग केवल अपरूपण फिसलन मापदंड के लिए किया जा सकता है आप चिनाई की दीवार की अपरूपण सामर्थ्य का अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं यदि दीवार में हुई विफलता किसी अन्य प्रकार की विफलता है यह इसलिए अगर दीवार नमन संपीडन या दीवार जहां विकर्ण दरारें गठन है से विफल होती है Hu का यह अनुमान है कि कूपलम्ब प्रकार की कसौटी का उपयोग उचित नहीं है इसलिए और इस कारण मैं सतर्कता के इस शब्द को उठा रहा हूं कई कोड केवल दीवार की अपरूपण क्षमता का अनुमान लगाने के लिए अभिव्यक्ति देते हैं लेकिन दीवार की अपरूपण क्षमता विफलता तंत्र पर निर्भर करती है और इसे पूरे तंत्र में उपयोग करती है इस अभिव्यक्ति का उपयोग इस तंत्र में करना आपको गलत परिणाम देगा इसलिए मैं सिर्फ उस निशान को बंद करता हूं और फिर तीन अलग अलग विफलता तंत्रों की जांच कर रहा हूं अपरूपण बल दी गई चिनाई की दीवार के लिए अक्षीय बल के विभिन्न स्तरों के लिए अक्षीय बल अंत क्रिया क्या है तो जैसे हमारे पास मान मुलर मानदंड था तब तक अपरूपण सामर्थ्य सामान्य प्रतिबल का संबंध था जहां विफलता क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता था हम पार्श्व बल H एच और अक्षीय बल N एन के लिए एक ही काम करते हैं और आपके पास वास्तव में तीन अलग अलग क्षेत्र हैं फिसलन अपरूपण क्षेत्र विकर्ण दरार क्षेत्र और नमन विफलता क्षेत्र और आप देखते हैं कि पूर्व संपीडन का स्तर कम होने पर फिसलन अपरूपण आमतौर पर अपेक्षित होता है जब दीवार में महत्वपूर्ण पूर्व संपीड़न होते हैं तो विकर्ण दरारें आमतौर पर तब होती है जब आपके पास अक्षीय संपीड़न और नमन विफलता के मध्यवर्ती स्तर की उम्मीद होती है तो तीन अभिव्यक्ति है जो कि हम Hu फिसलन के लिए विकसित किये थे Hu विकर्ण के लिए है तो Hu फिसलन के लिए हैHu विकर्ण संपीड़न के लिए है और यह बड़ा वक्र है जिसे आप देखते हैं कि Hu नमन के लिए है और वे विभिन्न क्षेत्रों में हावी हैं इसलिए यदि आपको ज्ञात सीमा शर्तों के अनुसार ज्ञात पहलू अनुपात h भाग l का एकल पट्टिका दिया गया है क्योंकि अब जब हम αv की बात कर रहे हैं αv सीधे प्रभाव में लाता है कि क्या दीवार एकल बंकन में बंकन बाहू रुपरेखा या दूगनी बंकन अपरूपण रूपरेखा होती है क्योंकि अपरूपण अनुपात में अपरूपण पाट परिवर्तन होने जा रहा है h0 बदल जाएगा पार्श्व बल अनुपात के लिए बंकन आघूर्ण आपके अपरूपण विरूपण रुपरेखा या एक बाहू रुपरेखा के आधार पर बदल जाएगा इसलिए अगर मैं समग्र आयामों को जानता हूं और फिर l भाग h का अनुमान लगाता हूं मुझे दीवार की मोटाई पता है मुझे सीमा की स्थिति पता है तो मुझे पता है कि यह दुगन बंकन या एकल बंकन में होने वाला है और फिर अगर मेरे पास चिनाई की संपीड़ित सामर्थ्य चिनाई की तन्यता सामर्थ्य सामंजस्य और घर्षण गुणांक जैसी भौतिक गुण हैं और मुझे अक्षीय तनाव का स्तर पता है औसत अक्षीय तनाव मेरे पास यह आकलन करने का एक बंद तरीका है कि दीवार को किस तंत्र में विफल होना चाहिए और किस मान पर तो मैं इस बातचीत पर आता हूं जहां x एक्स अक्ष पर अक्षीय बल बढ़ रहा है यदि मैं अक्षीय बल को अक्षीय प्रतिबल के औसत स्तर के अनुरूप जानता हूं मैं ठीक अनुमान लगा सकूंगा अगर मैं कहीं हूं तो मैं जा सकता हूं और अनुमान लगा सकता हूं कि अक्षीय दीवार की अपरूपण क्षमता बहुत अधिक किलो न्यूटन है और विफलता विकर्ण दरार में होने की उम्मीद है आप दोनों के बीच में हो सकते है आप वहां कहीं झूठ बोल सकते हैं लेकिन इसका मतलब है कि आपके अनुमान वास्तव में अधिव्यापन कर सकते हैं आप बहुत निश्चित नहीं हैं कि क्या यह एक तंत्र या दूसरे होने जा रहा है आपके पास वह सीमा मुद्दे हो सकते हैं लेकिन आपके पास मिश्रित साधन भी हो सकते हैं लेकिन यह आपको देता है जैसे हम आरसी अभिकल्पन डिजाइन में बंकन संपीड़न की समस्या के लिए एक परस्पर क्रिया का उपयोग करेंगे यहां आपके पास कुछ ऐसा है जो अपरूपण संपीड़न है जिसके साथ आप अभिकल्पनडिजाइन में और मूल्यांकन के लिए खेल सकते है इसलिए इसके साथ ही हम सतह क्रियाओं के लिए अपरूपण क्षमता के अंत में आ गए हैं और हम उन पीएम परस्पर क्रिया की ओर देख रहे हैं जिन्हें अ प्रबलित चिनाई के लिए विकसित किया जा सकता है जो बाद में प्रबलित चिनाई की दीवारों के अभिकल्पनडिजाइन में हमारे लिए उपयोग में होगा इसलिए मैं यहां रुकूंगा